अब एक एंटीना के इनपुट इम्पीडेन्स को एक एंटीना के इनपुट टर्मिनल्स पर प्राप्त इम्पीडेन्स के रूप में परिभाषित किया जाता है तो अगर यह एक एंटीना है यह एक जनरेटर से जुड़ा हुआ है जनरेटर का पीक वोल्टेज VG है और जनरेटर की इम्पीडेन्स Zg है जो इन दोनों टर्मिनलों एंटीना के इनपुट टर्मिनल्स से जुड़ा हुआ है इसलिए यहां हम जो कुछ भी देख रहे हैं इस बिंदु पर जो भी हम कह रहे हैं कि हम एंटेना इम्पीडेन्स के रूप में कह सकते हैं इसका मतलब है कि इस बिंदु पर वोल्टेज एवं धारा का अनुपात इस a b टर्मिनल पर जिसे एंटेना इम्पीडेन्स कहा जाएगा तो यह ट्रांसमिशन मोड का केस है अब हम एंटीना इनपुट इम्पीडेन्स ZA को एक वास्तविक भाग और एक काल्पनिक भाग के रूप में लिख सकते हैं काल्पनिक क्यों क्योंकि हमने चर्चा की है की ऐन्टेना के पास कुछ प्रतिक्रियाशील क्षेत्र होगा इसलिए इम्पीडेन्स वार यह कुछ रिअक्टैंस होगा और जाहिर है हमने देखा है कि एंटीना में लॉस होता हैं तो यहाँ कुछ प्रतिरोध लॉस होगा और एक अच्छे एंटीना से बहुत अधिक विकिरण हो रहा है तो हम कह सकते है की जो भी शक्ति विकिरणित हो रही है हम उसे एक विकिरण प्रतिरोध के रूप में मॉडल कर सकते हैं सभी कुछ मिलाकर जो इम्पीडेन्स का वास्तविक हिस्सा देगा अब सिंपल एंटेना के लिए दो भाग जो यह RA है जिसकी हमने पहले चर्चा की है इसमें विकिरण प्रतिरोध भी होगा जो एक लॉस प्रतिरोध भी होगा तो विकिरण प्रतिरोध लॉस मैकेनिज्म नहीं है यह वास्तव में विकिरण है जो हो रहा है तो यह वांछनीय है उच्च Rr का मतलब है अधिक विकिरण विकिरणित शक्ति हो रही है और यह लॉस मैकेनिज्म है इसलिए ऐन्टेना के सर्किट में लॉस के कारण जो प्रतिरोध जो डाइइलेक्ट्रिक में चालक में है बेमेल है वो सभी लॉस है तो हालांकि ये दोनों अब सिंपल एंटेना के लिए उन्हें श्रेणी तत्वों के रूप में तैयार किया जा सकता है हमेशा यह आधुनिक या काम्प्लेक्स एंटेना में नहीं किया जा सकता है जहां आपके पास एक ग्राउंड प्लेन है जहां आपके पास एक हानिपूर्ण डाइइलेक्ट्रिक है तो हमेशा इस Rr और Rl को श्रेणी क्रम में नहीं डाल सकते है लेकिन साधारण एंटेना के लिए जो आम तौर पर हम इस कक्षा में चर्चा करेंगे अगर हम मानते हैं कि Rr और RL श्रेणी में हैं तो हम इस इम्पीडेन्स मॉडल को और सरल कर सकते हैं जो काम आएगा तो अब सौभाग्य से माइक्रोवेव की आवृत्तियों में यह लॉस प्रतिरोध Rl है एंटीना की उचित डिजाइनिंग से यह बहुत अधिक नहीं होता है हम Rr की तुलना में इस लॉस को काफी कम कर सकते हैं अब ट्रांसमीटर के विभिन्न मूल्यों की गणना के लिए सर्किट तत्व के रूप में एंटीना को देखने के हमारे दृष्टिकोण पर वापस आ रहे हैं जिसमें कुछ ब्लॉक हो सकते हैं जिसे सर्किट दृष्टिकोण द्वारा हल किया जाता हैं इसलिए यहां हम मान रहे हैं कि जेनरेटर जिसमें एंटीना लगा हुआ है जिसमें Zg इम्पीडेन्स है इसलिए हम कह सकते हैं कि इन Zg में भी प्रतिरोधक भाग है और एक रिएक्टिव भाग और VG भी यह पीक जनरेटर वोल्टेज है यह जनरेटर का पीक वोल्टेज है अब हम इस पूरे सर्किट के लिए कर सकते हैं हम जानते हैं कि हमारे पास वास्तव में आप देख सकते हैं एंटीना एक ओपन एंड रेडिएटिंग चीज़ है इसलिए हम सर्किट का विश्लेषण नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहां कोई लोड नहीं दिख रहा है वास्तव में यह एंटीना पूरे सर्किट के लिए लोड के रूप में व्यवहार कर रहा है इसलिए सरल बनाने और अपनी ज्ञात चीजों को लाने के लिए क्योंकि हम चाहते हैं कि जब तक परिपथ बंद न हो जाए तब तक हम यहां धाराओं को नहीं डाल सकते हैं वास्तव में यहाँ विस्थापन धारा है लेकिन हमारी समझ के लिए हम एक समान थेवेनिन का Thevenin's समतुल्य सर्किट बना सकते है जिसे मैं अब आरेखित करता हूँ तो इस ऐन्टेना के थेवेनिन Thevenin's समतुल्य सर्किट हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विभिन्न प्रमेय के बारे में जो कुछ भी ज्ञान रखते हैं उससे हम चित्र बना सकते हैं उससे हम इस तरह चित्र बना सकते हैं आप देख सकते हैं अब यह वास्तव में पिछली बार की तरह ही लग रहा है जो हमने किया है लेकिन इसकी तुलना में यह हमारे विश्लेषण को सामान्य बनाता है और अब यह स्पष्ट है कि वास्तव में विकिरण हमारा लॉड है तो इनमें विकिरण प्रतिरोध ही लॉड है तो अब हम यह कह सकते हैं कि सर्किट में एक धारा Ig प्रवाहित हो रही है जाहिर है यह Ig एक जटिल मात्रा है इसलिए हम यह पता लगाना चाहते हैं कि कितनी शक्ति विकीर्ण हो गई है और एंटीना आदि में या सर्किट में कितनी शक्ति ख़त्म गई है तो इसके लिए हमें Ig के व्यंजक का पता लगाना होगा इसलिए अब हम कह सकते हैं कि Ig क्या होगा Ig Vg by Zg plus ZA है अब हम जानते हैं कि सिंपल एंटेना के लिए हम इस Zi को लिख सकते हैं मैं Rr plus RL plus Xg plus XA के रूप में लिख सकता हूं इसलिए यहाँ से अब मैं लिख सकता हूँ कि इस Ig का परिमाण क्या है यह बस Vg plus Rr plus RL वर्ग plus Xg plus XA वर्ग है अब हम यह पता लगा सकते हैं कि ऐन्टेना द्वारा निकाली गई शक्ति क्या है इसलिए अगर मैं यह कहता हूँ की एंटीना द्वारा विकिरणित शक्ति Pr हैं तो यह केवल Ig into Ig का आधा होगा जिसे की मैं Ig mod वर्ग लिख रहा हूं अब यह सरल लग रहा है इसी तरह दूसरे भाग में गर्मी के रूप में एंटीना में ख़त्म होने वाली शक्ति क्या है यह Ig वर्ग RL का आधा होगा तो यही कारण है कि हम हमेशा समतुल्य सर्किट खोजने की कोशिश करते हैं तो बची हुई शक्ति कहां है स्पष्ट रूप से शेष शक्ति जनरेटर के आंतरिक प्रतिरोध में गर्मी के रूप में विघटित हो जाती है इसलिए जिसे हम Pg कह सकते हैं एक ऐसी शक्ति है जो जनरेटर के अंदर विघटित हुई है जो फिर से Ig वर्ग Rg की आधी होगी अब हम उन प्रमेयों का आह्वान करेंगे जो कि अच्छी तरह से ज्ञात हैं इलेक्ट्रॉनिक छात्रों के लिए जो अधिकतम शक्ति हस्तांतरण प्रमेय हैं इसलिए यदि हम इन आरेखों को देखें यह थेवेनिन Thevenin's के समतुल्य हैं यह वास्तव में एक ट्रांसमिटिंग ऐन्टेना के थेवेनिन Thevenin's के समतुल्य सर्किट है इसलिए यहां हम यह कह सकते हैं कि हमारा उद्देश्य शक्ति विकीर्ण को अधिकतम करना है इसका मतलब है कि अधिकतम शक्ति क्या है जिसे इस विकिरण प्रतिरोध को दिया जा सकता है यह तब होगा जब हमारे पास संयुग्म मिलान होगा तो इसका मतलब है कि उसके लिए शर्त Rr plus RL Rg के बराबर होनी चाहिए और XA minus Xg के बराबर होना चाहिए तो इस योजना के तहत हम कह सकते हैं कि जब यह कोंजूगेट मैचिंग होता है तो Pr क्या है यह Vg वर्ग 8 है यहाँ भी यही अभिव्यंजना है आप जब यह परिस्थिति रखते है तो यह Rr by Rr plus RL पूरे का square PL आएगा जैसा कि मैंने कहा कि आमतौर पर माइक्रोवेव एंटेना के लिए यह RL Rr से बहुत कम होता है इसलिए अधिकांश बिजली विकीर्ण हो रही है कुछ लॉस है और जनरेटर में शक्ति का क्षय क्या है लेकिन यहां फिर से इस शर्त के तहत मैं कह सकता हूं तो यह Vg वर्ग by 8 है या मुझे Vg वर्ग by 8 Rr plus RL लिखने दें तो कोंजूगेट मैचिंग के तहत हम कह सकते हैं कि Pg Pr plus PL के बराबर है तो हम यह भी पता लगा सकते हैं कि जनरेटर द्वारा आपूर्ति की जाने वाली अधिकतम शक्ति कितनी शक्ति है जनरेटर द्वारा आपूर्ति की जाने वाली शक्ति Vg Ig का आधा है इसलिए यह Vg Vg by 2 Rr plus RL का आधा है 2 संयुग्म मिलान के कारण आ रहा है इसलिए यह Vg वर्ग by 4 Rr plus RL के रूप में आ रहा है तो आप देखते हैं कि जो भी जनरेटर द्वारा शक्ति दी जाती है वो संयुग्म मिलान के तहत केवल आधी ही विकिरणित हो सकती है और आधा जनरेटर के आंतरिक प्रतिरोध में विघटित हो जाती है और शेष आधी शक्ति एंटीना में चली जाती है अब यदि हम एंटीना के लॉस को कम कर सकते हैं यानिकि कंडक्टर और डाइइलेक्ट्रिक लॉस को शून्य कर सकते है तो उस राशि की शक्ति भी विकीर्ण हो जाएगी तो इसीलिए आप हमेशा बहुत अच्छा डाइइलेक्ट्रिक इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं इसी कारण अगर आप बहुत अच्छा चाहते हैं या बहुत कम लॉस चाहते हैं तो आपके पास सोना हो सकता है या चांदी वास्तव में चांदी सबसे अच्छा कंडक्टर है लेकिन चांदी को आसानी से नहीं बनाया जा सकता है तो सोना और आप एंटीना बनाने के लिए सोने का उपयोग कर सकते हैं या आप एंटीना बनाने के लिए तांबे का उपयोग कर सकते हैं और इनका डाइइलेक्ट्रिक लॉस बहुत कम होता है ताकि ये RL कारक बहुत छोटा हो इसके अलावा हम मानते हैं कि एंटीना और इंटरकनेक्टिंग ट्रांसमिशन लाइन के बीच इम्पीडेन्स मिलान है क्योंकि यहाँ जब हम यह कह रहे हैं कि इसे यहाँ जोड़ने से हमने स्पष्ट रूप से नहीं दिखाया है लेकिन जाहिर है जनरेटर सीधे एंटीना से कनेक्ट नहीं हो सकता है तो एक जनरेटर होगी हम मान रहे हैं कि ट्रांसमिशन लाइन एक इम्पीडेन्स मिलान के साथ हैं यदि ऐसा नहीं है तो कुछ और शक्ति लॉस हो जाएगी अगर मिलान होता है तो जो भी पॉवर Ps सप्लाई की जाती है वह एंटीना द्वारा दी गयी पॉवर का आधा आएगी तो आप एंटेना इम्पीडेन्स की उपयोगिता देखते हैं यही कारण है कि किसी भी एंटीना में हम आम तौर पर यह खोजने की कोशिश करते हैं कि इम्पीडेन्स क्या है और आपने देखा है कि लोग आमतौर पर मांग करते हैं कि एंटेना के लिए आजकल आधुनिक एंटेना लोग कहते हैं कि प्रतिबिंब का लॉस 10 dB से अधिक नहीं होना चाहिए तो इसीलिए इसका मतलब है कि शक्ति का दसवां हिस्सा ख़त्म जाए तो यह 10 dB इम्पीडेन्स बैंडविड्थ एक एंटीना के लिए एक उपयोगी पैरामीटर है अब रिसीविंग मोड में क्या होगा तो हमें रिसीविंग मोड बनाने करने दें क्योंकि जो हमने रिसीविंग मोड में देखा है एंटीना के रिसीविंग मोड में देखा है अब इस मामले में तरंग आ रही है ये कुछ दूरी के स्रोत से इंसीडेंट तरंग आ रही है एंटीना प्राप्त कर रहा है फिर एक ट्रांसमिशन लाइन के माध्यम से ऐन्टेना कुछ लोड से जुड़ा हुआ है वह लोड शायद एक स्पेक्ट्रम विश्लेषक शायद एक रिसीवर कुछ भी हो हम ऐसा कहते हैं हम उस लोड ZL को कॉल करते हैं क्योंकि इससे भ्रमित किया जा रहा है इसलिए मुझे ZT को कॉल करने दें इसलिए अगर हम इसे लोड कहते हैं तो मुझे इसे लोड के रूप में कॉल करने दें अब थेवेनिन के समतुल्य क्या होगा मैं a b चिह्नित नहीं कर रहा हूं तो अब अगर हम थेवेनिन के समतुल्य को खींचते हैं तो इस तरफ a b की तरफ मैं आसानी से ड्रा कर सकता हूं ZT का कुछ वास्तविक भाग RT होगा और कुछ भाग रिएक्टिव XT और यह एंटीना मुझे पता है कि कैसे मॉडल करना है तो एक लॉसी भाग RL होगा फिर एंटीना पर एक प्रेरित वोल्टेज होगा क्योंकि यह इंसिडेंट तरंग आ रही है इसलिए इस एंटेना पर यदि आप एक आउटपुट टर्मिनल मानते हैं तो एक वोल्टेज प्रेरित होगा इस क्षेत्र की वजह से एक विद्युत क्षेत्र दो बिंदुओं के बीच विद्युत क्षेत्र होगा इसलिए एक वोल्टेज होगा मुझे इसे VT कॉल करने दें और फिर वहाँ एंटीना की विकिरण प्रतिरोधकता होगी और फिर यह इम्पीडेन्स का रिएक्टिव हिस्सा है जो निकट क्षेत्र को प्रभावित करता है इसलिए यह थेवेनिन के समतुल्य है मैं कह सकता हूं कि यह ऐन्टेना का थेवेनिन समतुल्य सर्किट है और जाहिर है अब एक धारा प्रवाह IT होगा तो अब IT क्या है मैं बहुत आसानी से लिख सकता हूं IT प्रेरित VT है voltage divided by Rr plus RL plus RT plus j XA plus XT तो अब इसी तरह से हम यह पता लगा सकते हैं कि कितनी शक्ति आयेगी कितनी शक्ति Rr में होगी आदि अब एक एंटीना की इनपुट इम्पीडेन्स जो हमने देखा है अब यह आम तौर पर आवृत्ति के शब्दों में है क्योंकि ये सभी चीजें जिसकी अलग अलग आवर्ती होगी रिएक्टिव भाग बदल जायेगा तो यह आवृत्ति का एक फ़ंक्शन है और एंटीना इंटरकनेक्शन ट्रांसमिशन लाइन से मेल खाता है जब हम कहते हैं कि इस एंटीना को मान लें जैसा कि मैंने कहा था इसे कनेक्ट करने के लिए यहां एक ट्रांसमिशन लाइन होगी उस ट्रांसमिशन लाइन की विशेषता इम्पीडेन्स है इसलिए हम मान रहे हैं कि यह मेल खाता है लेकिन विशेषता इम्पीडेन्स एक वास्तविक मात्रा है और एक संकीर्ण आवृत्ति बैंड पर यह मिलान हो जाएगा जबकि अन्य आवृत्तियों पर मिसमैच होगा इसलिए इसे ध्यान में रखना होगा तो मैं कह सकता हूं कि ऐन्टेना का इनपुट इम्पीडेन्स कई बातों पर निर्भर करता है जाहिर है यह अलग अलग आवृत्तियों पर संचालन की आवृत्ति पर निर्भर है जाहिर है इम्पीडेन्स आदि अलग अलग हैं फिर यह एंटीना की ज्यामिति पर निर्भर करता है क्योंकि यह एक एंटीना है इसलिए जब हम विकिरण प्रतिरोध कह रहे हैं जो कि ज्यामिति पर निर्भर करता है जैसा कि हमने देखा है धारा तत्व का विकिरण प्रतिरोध आदि और बाद में हम यह भी देखेंगे कि बेहतर और बेहतर एंटीना का मतलब है आपकी विकिरण दक्षता बेहतर होना इसका मतलब है आपका Rr इतना बदल जाएगा जाहिर है इनपुट इम्पीडेन्स एंटीना की ज्यामिति पर निर्भर करती है फिर एंटीना की उत्तेजना की विधि भी उच्च आवृत्ति वाली चीजों के कारण आप एंटीना को कैसे उत्तेजित करते हैं आप इस ट्रांसमिशन लाइन को कैसे डालते हैं यह एंटीना से कैसे जुड़ा हुआ है लूप कपलिंग प्रोब कपलिंग इत्यादि को जोड़ने के विभिन्न तरीके हैं और यह इम्पीडेन्स को बदल देगा और यह काफी हद तक इम्पीडेन्स को बदल सकता है यदि उत्तेजना उचित नहीं है तो आपको उचित कपलिंग नहीं मिलेगा तो इनपुट इम्पीडेन्स निश्चित रूप से उत्तेजना की विधि पर निर्भर करती है फिर यहां एक बात हम नहीं कह रहे हैं हम मान रहे हैं कि एंटीना के पास कोई अन्य संरचना नहीं है लेकिन वास्तव में कोई भी कंडक्टर कोई भी संरचना कोई पास की डाइइलेक्ट्रिक संरचना भी प्रभावित करेगा क्योंकि एंटीना एक ऐसे क्षेत्र को विकिरणित कर रहा है जो विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र को प्रभावित करेगा तब उन भागों में कुछ द्वितीयक धाराएँ प्रेरित होंगी और वे वहां फिर री रेडिएट होंगी और यहाँ आएंगी उस का शुद्ध प्रभाव एक म्यूच्यूअल कपलिंग है इसलिए एक म्यूच्यूअल इम्पीडेन्स इसका अर्थ है इनपुट इम्पीडेन्स जिसकी भी हम यहां चर्चा कर रहे हैं वो कुल प्रभाव था इसका मतलब है स्व सेल्फ इम्पीडेन्स plus म्यूच्यूअल इम्पीडेन्स तो उस आपसी इम्पीडेन्स पर प्रभाव पड़ेगा वह मेरे पास है बात कम आवृत्ति की है या सर्किट सिद्धांतों में आम तौर पर हमारे पास यह इम्पीडेन्स नहीं है किसी चीज पर यह निर्भरता किसी और पर निर्भर नहीं है लेकिन आपने देखा है जब हमारे पास दो कॉइल होती हैं तो वे पास पास होते हैं इसलिए वे म्यूच्यूअल चीजें है अब वास्तव में वहाँ हैं हालांकि यह कम आवृत्ति का मामला है लेकिन एक मैग्नेटिक युग्मन है लेकिन यहां आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कपलिंग भी है इसलिए पास में मौजूद कोई भी कंडक्टर डाइइलेक्ट्रिक एंटीना को प्रभावित करेगा जिससे म्यूच्यूअल इम्पीडेन्स होगी और यह कुल इम्पीडेन्स को प्रभावित करेगा इसीलिए मैं कह सकता हूं कि आस पास की वस्तुओं निकटवर्ती वस्तुओं से निकटता इसका मतलब है फिर कोई अन्य चीज भी स्पष्ट रूप से एंटीना की सामग्री क्योंकि उन सभी लॉस आदि इस बात पर निर्भर करती है कि हम एंटीना के लिए किस सामग्री का उपयोग कर रहे हैं तो आप इनपुट इम्पीडेन्स देखते हैं हालांकि हम एक निश्चित मान दे रहे हैं लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि ये सभी चीजें इनपुट इम्पीडेन्स को प्रभावित करती हैं इसलिए हमने देखा है कि सर्किट थ्योरी में भी मॉडल का उपयोग कैसे किया जाता है हमारे पास यह एंटीना मॉडल हो सकता है इसलिए यह एक अच्छा तरीका है कि हमने फील्ड थ्योरी विश्लेषण से धारा तत्व से शुरू किया है एक बार जब हम यह जान लेते हैं कि फील्ड थ्योरी हमें सारी जानकारी देती है और उससे यदि आवश्यक हो जब हम एंटीना को ट्रांसमीटर से जोड़ रहे है या जब हम एंटीना को रिसीवर से जोड़ रहे है या लोड से जोड़ रहे है तो हम एंटीना को सर्किट थ्योरी के रूप में मॉडल कर सकते हैं तो हम उसके लिए एक इम्पीडेन्स प्राप्त कर सकते हैं हमने उस क्षण को देखा है कि हम थेवेनिन Thevenin's के समतुल्य प्राप्त कर सकते हैं फिर हम अधिकतम शक्ति हस्तांतरण को लागू कर सकते हैं और आप यह पता लगा सकते हैं कि अधिकतम शक्ति हस्तांतरण के लिए क्या स्थिति है और इसके द्वारा ऐन्टेना में विघटित शक्ति क्या है निकाली जा सकती है या एंटीना उन उस लोड को कितनी शक्ति लगा रहा है इसे हम अपने सामान्य तरीके से गणना कर सकते हैं तो इनपुट इम्पीडेन्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण पैरामीटर है जो हम देखेंगे यह इम्पीडेन्स वास्तव में उनके लिए नैरो बैंड एंटेना है अगर हम इम्पीडेन्स को जानते हैं और अगर हम ऐन्टेना के रिएक्टिव भाग को किसी विशेष आवृत्ति पर शून्य कर सकते हैं तो यह एंटीना एक अनुनादिक एंटीना कहलाता है जो वास्तव में द्विध्रुवीय आदि में प्रथा है हम अगली बार देखेंगे जब हम उन चीजों पर जाएंगे हमारा काम यह है कि यदि हम किसी तरह से उस रिएक्टिव भाग को रद्द कर सकते हैं तो हम कह सकते हैं कि एंटीना जो भी हम दे रहा है वह प्रतिध्वनित हो रहा है इसका मतलब है यह पूरी चीज को डाल रहा है जैसे कि एक विकिरण हो रहा है और यहाँ ऊर्जा का कोई प्रतिक्रियाशील भंडारण नहीं है सम्पूर्ण ऊर्जा जो दी जाती है जबकि कुछ लॉस होता है लेकिन अन्य ऊर्जा वहाँ है उस समय हम कहते हैं कि एंटीना प्रतिध्वनित हो रहा है तो अनुनादिक एंटीना सामान्यतया नैरो बैंड एंटेना है वाइडबैंड एंटेना में हम उनके लिए अनुनाद नहीं कर सकते हैं हम इन गैर अनुनाद को डिजाइन करते हैं लेकिन यह एंटीना इम्पीडेन्स एंटीना का क्या हो रहा है यह देखने का एक अच्छा तरीका है यह कितना विकिरण कर रहा है कितना कुछ खो रहा है और अन्य तत्वों के लिए भी जनरेटर या रिसीवर यह हमें देता है कि मैं कितनी शक्ति ले सकता हूं मैं कितनी शक्ति दे सकता हूं आदि धन्यवाद